नमस्कार तो पिछले सत्र में हमने 3 फेज सर्किट के बारे में अपनी चर्चा शुरू की और अंत में हमने वाई वाई बैलेंस्ड सर्किट के बारे में चर्चा की जिसका अर्थ है कि आप वाई वाई बैलेंस्ड सर्किट भी कह सकते हैं तो आज के सत्र में हम Y ∆ के साथ साथ ∆ ∆ सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे आइए हम पहले से संबंधित अपनी चर्चा शुरू करें हम बैलेंस्ड Y ∆ कनेक्शन पर चर्चा करेंगे आप देखेंगे कि हमारे पास Y ∆ सर्किट हैं जहां सोर्स स्टार कनेक्टेड है या आप कह सकते हैं वाई और लोड डेल्टा रूप में कनेक्टेड है आप देखेंगे कि सोर्स का a फेज लोड के A से जुड़ा है b लोड के B से जुड़ा है और फिर c लोड के C फेज से जुड़ा है इस तरह आप कह सकते हैं कि स्टार सोर्स डेल्टा कनेक्टेड लोड को पावर दे रहा है अब यदि आप इस व्यवस्था को देखते हैं तो आप बस यह कह सकते हैं कि हमारे पास सोर्स और लोड के बीच न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं है अब यदि हम पॉजिटिव सीक्वेंस मान लेते हैं तो फेज वोल्टेज या आप यह भी कह सकते हैं कि लाइन से न्यूट्रल वोल्टेज होगी अब जब हमने वाई वाई कनेक्शन के बारे में चर्चा की तो हमने फेज वोल्टेज के साथ साथ लाइन वोल्टेज के बारे में भी चर्चा की तो इस मामले में भी लाइन वोल्टेज होगा तो चूंकि सोर्स स्टार कनेक्टेड है इसलिए आप देखेंगे कि लाइन वोल्टेज होगा और हमने हासिल किया कि है यह तब है जब हम वाई वाई कनेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं इसी प्रकार अब यदि आप इस व्यवस्था को देखते हैं तो सोर्स का लाइन वोल्टेज लोड के फेज वोल्टेज के बराबर होगा क्योंकि लाइन वोल्टेज जो कि है वह डेल्टा के फेज AB पर आ रही है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कि लोड फेज वोल्टेज है और तो इस व्यवस्था में आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा कनेक्टेड लोड के मामले में या डेल्टा कनेक्टेड सोर्स के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होगा तो जब भी हम डेल्टा कनेक्टेड सोर्स या लोड को देखते हैं तो हम कहेंगे कि डेल्टा का फेज वोल्टेज डेल्टा के लाइन वोल्टेज के बराबर होगा चाहे वह सोर्स हो या लोड तो हम कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए लोड इम्पीडेन्स के पार वोल्टेज के बराबर है इसका मतलब है कि लाइन वोल्टेज लोड इम्पीडेन्स के पार आने वाले फेज वोल्टेज के बराबर होगा अब जो वोल्टेज वैल्यू हमें मिली है उससे हम फेज करंट की वैल्यू का पता लगा सकते हैं तो फेज करंट होगा तो अब यहाँ आप कह सकते हैं कि इन करंट का एक ही मैगनीटुड है लेकिन ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फेज के अंतर पर है क्योंकि ये वोल्टेज एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फेज के अंतर पर हैं अब हमारे पास इन फेज करंट को प्राप्त करने का एक और तरीका है हम बस किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे बैलेंस्ड वाई डेल्टा कनेक्शन के लिए आइए हम इस डायग्राम को देखते हैं और KVL लगाने के लिए हम उस लूप पर विचार करेंगे जो aAABbna है या इस तरह से भी आप वैल्यू पा सकते हैं जो बराबर ही है अब लाइन करंट का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है

लाइन करंट से आप बस यह कह सकते हैं कि मूल रूप से लाइन करंट का मैगनीटुड डेल्टा कनेक्टेड लोड में फेज करंट के मैगनीटुड का गुना है डेल्टा कनेक्शन के लिए लाइन करंट फेज करंट के गुना के बराबर होगा अब आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं और हमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वह यह है कि डेल्टा कनेक्टेड लोड के मामले में लाइन करंट संबंधित फेज करंट से 30 डिग्री लैग Lag पीछे करेगा तो यह आप लाइन करंट के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि लाइन करंट फेज करंट से 30 डिग्री से लैग कर रहा है यदि आप लाइन करंट के साथ साथ फेज करंट को भी फेज़र डायग्राम पर बनाते हैं यदि आप को रेफेरेंस के रूप में लेते हैं तो जो लाइन करंट है से 30 डिग्री लैग करेगा इसी तरह से 30 डिग्री से लैग करेगा और से 30 डिग्री लैग करेगा तो यह आपको समझने में मदद करेगा कि डेल्टा कनेक्टेड मामले में लाइन करंट फेज करंट के संबंध में कैसा होगा अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि फेज करंट से कम है यही कारण है कि इसे फेज डायग्राम में से बड़ा दिखाया गया है अब एक वैकल्पिक तरीका भी है सर्किट का एनालिसिस करने का स्टार डेल्टा कनेक्टेड लोड को इक्विवैलेन्ट स्टार स्टार कनेक्शन में बदल के उस स्थिति में आपको क्या करना है आपको डेल्टा कनेक्टेड लोड को इक्विवैलेन्ट स्टार कनेक्टेड लोड में बदलना होगा जिसे हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कर सकते हैं उस स्थिति में आप कह सकते हैं और जब आप डालते हैं तो आप सिस्टम का एनालिसिस कर सकते हैं जैसा कि हमने स्टार स्टार कनेक्शन के मामले में किया था अब यहां 3 फेज सिस्टम को सिंगल फेज इक्विवैलेन्ट सर्किट द्वारा बदला जा सकता है जिसे हम स्टार स्टार के मामले में चर्चा करते हैं यह हमें केवल लाइन करंट प्राप्त करने की अनुमति देगा तब हमें अपनी हाल की चर्चा जो कि का उपयोग करना होगा तो फेज करंट आप इस संबंध की मदद से प्राप्त कर सकते हैं और हम इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि फेज करंट सम्बंधित लाइन करंट से 30 डिग्री से लीड करता है यह आपको स्टार डेल्टा सर्किट का एनालिसिस करने में मदद करेगा जब आप स्टार डेल्टा को स्टार स्टार कॉम्बिनेशन में परिवर्तित करते हैं अब हम एक उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि A B C फेज सीक्वेंस स्टार कनेक्टेड सोर्स है फेज वोल्टेज के साथ और यह डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस्ड लोड के साथ जुड़ा हुआ है जिसके हर फेज में 8 j4 इम्पीडेन्स जुड़ा है हमें फेज और लाइन करंट निकालने की आवश्यकता है तो आप लोड इम्पीडेन्स को फेजर रूप में बदल सकते हैं अब फेज वोल्टेज अब लाइन वोल्टेज क्या होगा लाइन वोल्टेज अब स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन के मामले में आप जानते हैं कि सोर्स की तरफ की लाइन वोल्टेज डेल्टा साइड में फेज वोल्टेज के बराबर होगी तो आप आसानी से फेज करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं अब डेल्टा कनेक्टेड लोड के मामले में लाइन करंट क्या होगा लाइन करंट इस तरह आप सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं अगर यह स्टार डेल्टा है अगर यह स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन में है अब हम बैलेंस्ड ∆ ∆ कनेक्शन के बारे में बात करते हैं इस मामले में यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो सर्किट ∆ ∆ कनेक्टेड है यहां सोर्स डेल्टा कनेक्टेड है और साथ ही साथ लोड भी डेल्टा कनेक्टेड है तो जो सोर्स वोल्टेज और है उसे लोड इम्पीडेन्स पर भी लगाया गया है तो यदि लाइन करंट में है तो लोड में हम फेज करंट को और मान लेते हैं अब चूंकि दोनों बैलेंस्ड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हैं तो हम सोर्स से लोड के बीच में न्यूट्रल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के मामले में न्यूट्रल की पहचान नहीं कर सकते हैं अब अगर हम पॉजिटिव सीक्वेंस मान लें जोकि सीक्वेंस A B C है तो एक डेल्टा कनेक्टेड सोर्स के लिए फेज वोल्टेज होगा अब चूंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हैं डेल्टा कनेक्शन के मामले में डेल्टा कनेक्टेड सोर्स के साथ साथ डेल्टा कनेक्टेड लोड में भी अगर हम मान लें कि कोई लाइन इम्पीडेन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए कोई इम्पीडेन्स नहीं है ट्रांसमिशन लाइन लॉसलेस है फिर डेल्टा कनेक्टेड सोर्स का फेज वोल्टेज इम्पीडेन्स में वोल्टेज के बराबर होगा तो उस मामले में अब वोल्टेज से हम क्या कर सकते हैं हम फेज करंट को प्राप्त कर सकते हैं इस मामले में फेज करंट आप करंट इक्वेशन से देख सकते हैं कि करंट का मैगनीटुड बराबर है लेकिन ये फिर से एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के फेज के अंतर पर होंगे क्योंकि ये वोल्टेज एक दूसरे के साथ 120 डिग्री फेज के अंतर पर हैं तो अब आपके पास फेज करंट की जानकारी है अगला काम आपको लाइन करंट का पता लगाना है तो आप लाइन करंट का पता कैसे लगा सकते हैं आप केसीएल को A या B या C नोड पर लगा सकते हैं आप केसीएल को लगा सकते हैं तो यहां यदि आप केसीएल लगाते हैं तो आपको मिलेगा अब इसी तरह इससे पता चलता है कि लाइन करंट का मैगनीटुड फेज करंट के मैगनीटुड का गुना है अर्थात अब यहां भी आप सर्किट के एनालिसिस के लिए वैकल्पिक तरीके का उपयोग कर सकते हैं आप डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड सर्किट को इक्विवैलेन्ट स्टार स्टार कनेक्टेड सर्किट में बदल सकते हैं तो उस स्थिति में आपको दोनों तरफ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना होगा उन्हें स्टार स्टार कॉम्बिनेशन में बदलना होगा उस स्थिति में आपका लोड होगा तो यह वही है जो हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से प्राप्त कर सकते हैं उस का उपयोग करते हुए जब आप डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड सर्किट को स्टार स्टार कनेक्टेड सर्किट में परिवर्तित करते हैं तो आप एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं जैसा कि हम पिछले लेक्चर में स्टार स्टार कनेक्टेड सर्किट के मामले में चर्चा की थी अब हम बैलेंस्ड डेल्टा डेल्टा कनेक्शन से संबंधित उदाहरण लेते हैं इस मामले में बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड लोड का इम्पीडेन्स है जो की एक डेल्टा कनेक्टेड पॉजिटिव सीक्वेंस जनरेटर से जुड़ा हुआ है जिसमें V है हमें क्या पता लगाना चाहिए हमें लोड के फेज करंट का पता लगाना होगा और सर्किट के लाइन करंट का

इस सत्र में हमने वाई डेल्टा के बारे में चर्चा की जिसे स्टार डेल्टा के रूप में जाना जाता है और फिर डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड सर्किट अगले लेक्चर में हम डेल्टा वाई कनेक्टेड सर्किट या डेल्टा स्टार कनेक्टेड सर्किट के साथ अपनी चर्चा शुरू करेंगे धन्यवाद